पुनः स्वागत आज हम स्टैंडर्डस् ऑफ मेजरमेंटस् पर व्याख्यान शुरू करेंगे तो आज हम SI आधारित इकाइयों को आच्छादित करेंगे हम मीटर किलोग्राम सेकंड एंपियर जोकि विद्युत के लिए है केल्विन पदार्थ के लिए उपस्थित मोल और फिर मटेरियल स्टैंडर्ड्स जो शुरुआत में यार्डस् थे फिर आधुनिक जो कि आधारित माप से बना है फिर लंबाई और एंड स्टैंडर्ड्स और अंत में हम स्टैंडर्ड्स के श्रेणीबद्ध वर्गीकरण देखेंगे तो SI आधारित इकाइयाँ तो पहले यह माना जाता था कि यह 1793 में है यह उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच पेरिस से गुजरता हुआ मेरिडियन का है फिर 1960 में अंतरिम वे कहते हैं कि यह 2 p के बीच शून्य से 165076373 वेवलेंथ होना चाहिए जो कि 2 p की पावर 10 और 5 डी 5 क्वांटम स्तर के क्रिप्टन 86 परमाणुओं के संक्रमण के साथ होता है जो कि अंतरिम था वर्तमान में 1983 में एक सेकंड के में वैक्यूम में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी तो यह मीटर के लिए नवीनतम परिभाषा है यह 1793 में शुरू हुआ यह देखा गया कि माप की महत्वपूर्णता बहुत पहले से शुरू हो गई इसलिए वे उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच पेरिस से गुजरने की मेरिडियन की के बारे में बात कर रहे थे यही वे थे फिर 1960 में अंतरिम यह फिर से शुरू हो गया था जब उन्होंने क्रिप्टन 86 परमाणु के वेवलेंथ के संबंध में इसकी तुलना शुरू की थी तो अब वे एक सेकंड के में वैक्यूम में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी के बारे में बात करते हैं जो मीटर की नवीनतम परिभाषा है किलोग्राम के लिए भी उसी तरह से पहले जो 1793 में था यह कहा गया था कि कब्र को द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया था और फिर 1 लीटर शुद्ध पानी का वजन उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर कहा जाता था यह पहले एक किलो के बारे में सोचा गया था लेकिन वर्तमान में हम क्या करते हैं हमने फ्रांस में लैब में रखे प्लेटिनम इरीडियम मिश्र धातु के 47 के एक छोटे वर्ग सिलेंडर के द्रव्यमान को स्वीकार किया है इसके अलावा कई अधिकारियों में से किसी के लिए अभ्यास में इसे किलो होना स्वीकार किया जाता है तो वर्तमान में यह किलो के लिए परिभाषा है फ्रांस में प्रयोगशाला में रखे गए प्लेटिनम इरीडियम मिश्र धातु के लगभग 47 के एक छोटे वर्ग सिलेंडर का द्रव्यमान जब हम एक दूसरे अग्रिम के बारे में बात करते हैं तो यह 24 घंटे 60 मिनट के 60 सेकंड के एक दिन का था तो यह अग्रिम परिभाषा थी फिर 1956 में अंतरिम परिभाषा का उष्णकटिबंधीय वर्ष 1900 जनवरी 0 को 12 घंटे मध्याह्न समय के लिए आई लेकिन वर्तमान में 1967 में यह नवीनतम परिभाषा है जिसे अब 9192631770 अवधि के विकिरण की अवधियों की अवधि के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कि सीज़ियम 133 परमाणु के ग्राउंड स्टेट के दो हाइपरफाइन स्तरों के बीच संक्रमण के अनुरूप है सेकंड के लिए वर्तमान परिभाषा है एंपियर के लिए उसी तरह करंट के लिए इसलिए यह अग्रिम में 1881 में परिभाषित किया गया है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CSG दसवीं इकाई CSG इकाई करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई वह करंट है जो एक चक्र जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है के 1 सेंटीमीटर लंबे आर्क में करंट प्रवाह है जो केंद्र में एक ओरेस्टेड का एक क्षेत्र बनाता है तो यह पहले था लेकिन करंट के लिए करंट की परिभाषा 1946 में है इसे कांस्टेंट करंट के रूप में परिभाषित किया गया था जो अगर नगण्य परिपत्र क्रॉस सेक्शन के अनंत लंबाई के दो सीधे समानांतर कंडक्टरों में बनाए रखा जाता है और वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो इन दोनों कंडक्टर के बीच न्यूटन प्रति मीटर लंबाई के बराबर बल का उत्पादन होगा करंट के लिए परिभाषा के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह और कुछ नहीं बल्कि Amps की परिभाषा है केल्विन के लिए SI आधारित इकाई केल्विन तापमान माप के लिए है सेंटीग्रेड स्केल को 0 डिग्री सेल्सियस को पानी के हिमांक बिंदु और 100 डिग्री सेल्सियस को पानी के क्वथनांक के रूप में निर्दिष्ट करके प्राप्त किया जाता है यह 1954 में पानी की पूर्व निर्धारित परिभाषा थी जो कि 27316 केल्विन से परिभाषित होती है वर्तमान परिभाषा 1967 है हमारे पास पानी का ट्रिपल प्वाइंट का थर्मोडायनामिक्स टेंपरेचर के हैं यह केल्विन को परिभाषित करता है तो मोल स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा से पहले किसी पदार्थ के अणुओं की एवोगेड्रो की संख्या के बराबर द्रव्यमान पूर्व परिभाषा थी और आज 1967 में जब यह एक प्रणाली के पदार्थ की मात्रा को फिर से लिखा गया था जिसमें कई प्राथमिक संस्थाएं शामिल हैं जो कि किसी कार्बन 12 या C 12 के 0012 किलोग्राम के परमाणु में हैं इसलिए मोल के लिए यह वर्तमान परिभाषा है इसलिए अब तक हमने जो देखा वह था हमने बुनियादी इकाइयों के लिए विभिन्न परिभाषाएं देखीं यह परिभाषा नहीं है ये बुनियादी इकाइयां हैं तो अब हम अगले विषय पर चलते हैं जहाँ मैटेरियल स्टैंडर्ड है इसलिए जब हम मैटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं और जब हम लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम लीनियर मेजरमेंट के लिए दो मानक प्रणालियां लेने की कोशिश करते हैं जो दुनिया भर में स्वीकार किए जाते हैं और अपनाए जाते हैं इंग्लिश और मीट्रिक इंग्लिश हमेशा यार्डस् के संदर्भ में बात करते है अगर आप क्रिकेट मैच की पिच भी देखते हैं तो यह 22 यार्डस् की दूरी पर है ठीक है तो इंग्लिश यह थी कि वे हमेशा यार्डस् का उपयोग करते थे और मीट्रिक मीटर सिस्टम में था यार्डस् के साथ पहले इस्तेमाल किए गए मैटेरियल स्टैंडर्ड के साथ समस्या यह थी कि स्टैंडर्ड को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री तापमान और अन्य स्थितियों के साथ अपने आकार को बदल सकती थी थर्मल एक्सपेंशन के एक घटक के रूप में जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है और हम बहुत छोटे सटीक माप देख रहे हैं तो फिर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है या इस पर ध्यान देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तापमान या समर्थन की कुछ शर्तों के तहत बनाए गए धातु की एक पट्टी पर यार्ड या मीटर को दो स्क्राइब लाइनों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है हम समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं मान लीजिए कि आपके पास एक बार है और यह बार एक प्लेट पर आराम कर रहा है और मान लें कि तापमान में अंतर है बार का विस्तार हो सकता है या संकुचन हो सकता है या संकुचन हो सकता है उसी तरह जब यह टेबल से एकदम सही संपर्क में है तो टेबल विस्तार या संकुचन कर सकती है जब टेबल फैलती है या सिकुड़ती है और यदि वह पैमाना जो उसे छू रहा है उसका सतह से संपर्क होता है तो यह दोनों को प्रभावित करता है इसलिए इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं वे हमेशा एक टेबल लेने की कोशिश करते हैं समर्थित भारों को इंगित करने की कोशिश करते हैं और फिर वे एक पैमाने का उपयोग करते हैं जो वहां होता है और फिर इस पैमाने पर हम तापमान और अन्य स्थितियों को संपूर्ण सेट अप के लिए बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो अब वहां टेबल का तापमान प्रभाव पैमाने को प्रभावित नहीं कर सकता है और इन रोलर्स को बिंदु संपर्कों के रूप में रखा जाता है ताकि आप पैमाने पर कुछ एकरूपता बनाए रख सकें तो मटेरियल स्टैंडर्ड इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड 1 क्रॉस सेक्शन की कांस्य बार है और लंबाई में 38 इंच संरचना में 82 तांबा और 13 टिन और 5 जस्ता है ये सभी चीजें बाहर आ गई हैं क्योंकि ये इस संयोजन में हैं वे विस्तार या संकुचन नहीं करते हैं और वे जानते हैं कि निश्चित तापमान पर वे इसे निरंतर बनाए रख सकते हैं और इस थर्मल एक्सपेंशन से बच सकते हैं यार्ड को तब 62 ° F के तापमान पर बनाए गए प्लग के दो केंद्रीय हस्तांतरण लाइनों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह कांस्य पट्टी है जिसमें एक क्रॉस सेक्शन है ठीक है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह 36 डिग्री सेल्सियस है जिसमें तापमान बना रहता है और फिर यह 38 सेल्सियस है तो यह एक न्यूट्रल एक्सिस है जिसमें आपके पास एक सोने का प्लग है और यह एक वर्ग इंच है इसलिए यह कांसे की सारी रचनाएँ यहाँ लिखी गई हैं तो उत्कीर्णन दिखाने वाले सोने के प्लग का विस्तृत दृश्य यहां दिया गया है ठीक है इसलिए इसे शुद्ध प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की 102 सेंटीमीटर बार की अत्यधिक पॉलिश सतह पर उत्कीर्ण दो रेखाओं के मध्य स्थान के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी संरचना में 90 प्लेटिनम 10 इरिडियम है 0 डिग्री पर बनाए रखा गया है सामान्य वायुमंडलीय दबाव और जिसका क्रॉस सेक्शन वेब का है तो यह हालिया बदलाव है तो पहले तांबे के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद यार्ड के लिए यह दूसरी परिभाषा है तो यहाँ यह है तो उनके पास एक वेब है जिसमें एक क्रॉस सेक्शन है लंबाई 102 सेंटीमीटर बार है और यह न्यूट्रल एक्सेस की टर्मिनल रेखा है जो बनाए रखी जाती है इसलिए 16 मिलीमीटर × 16 मिलीमीटर वेब की ऊपरी सतह में ग्रेजुएशन है जो क्रॉस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस के साथ संयोग रखता है तो क्यों क्रॉस सेक्शन एक समान है इस पूरी लंबाई से क्रॉस सेक्शन एक समान है और न्यूट्रल एक्सिस पर एक ग्रेजुएशन है यह पूरी सतह को ग्रेजुएटइड होने की अनुमति देता है क्रॉस सेक्शन के प्रकार में शामिल सामग्री की मात्रा से अधिक कठोरता प्रदान की जाती है और आर्थिक रूप से भले ही इस निर्माण के लिए महंगी धातु का उपयोग किया जाता है तो यह प्लेटिनम इरिडियम बहुत महँगा है इसलिए इस रचना को फिर से इस तरह चुना गया है कि यह एक्सपेंशन से बचा रहे तो मैटेरियल स्टैंडर्ड के नुकसान क्या हैं ये मैटेरियल स्टैंडर्ड तापमान दबाव आर्द्रता उम्र बढ़ने और लंबाई में भिन्नता के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं क्योंकि ये सामग्री इसलिए रहती हैं क्योंकि समय के साथ वे एक्सपेंड करते रहते हैं वे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो यह प्रमुख प्रभाव है तो निश्चित रूप से आर्द्रता जो चारों ओर बनी है उन्हें उन सभी चीजों को जंग लगने की अनुमति देती है तो इस प्लैटिनम इरिडियम और इस कॉपर ब्रोंज बार के उपयोग से स्टैंडर्ड्स में हमेशा समस्या होती है क्योंकि समय की अवधि के साथ साथ यह लंबाई को बदल सकता है इन स्टैंडर्ड्स का संरक्षण बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके नुकसान या विनाश को रोकने के लिए उनके पास उपयुक्त सुरक्षा होनी चाहिए अन्य स्थानों पर उपयोग के लिए सामग्री मानकों की प्रतिकृतियां उपलब्ध नहीं हैं उन्हें आसानी से पुन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है यह बहुत मुश्किल मशीनिंग बिल्कुल सही 00 है यह बहुत मुश्किल है मैं आपको एक साधारण समस्या बताऊंगा मान लीजिए कि आपके पास 5 मिलीमीटर की एक डिस्क है और व्यास लगभग 20 मिलीमीटर है आप इन दोनों के बीच समतलता बनाए रखना चाहते हैं इन दो सतहों को 1 माइक्रोन की उच्चतम एक्यूरेसी के समानांतर होना चाहिए हम सतह को उत्पन्न नहीं कर सकते तो आसानी से और यहाँ जिसमें पूरे 102 सेंटीमीटर की लंबाई या तांबे पीतल को बनाए रखने के लिए मशीन को बनाए रखना आपके लिए बेहद मुश्किल है तो फिर एक बार जब आप इसे भी मशीन करते हैं तो आपके लिए कई बार नकल करना संभव नहीं होता है इसलिए मैटेरियल स्टैंडर्ड के साथ यह प्रमुख समस्या है कि गेज के आकार की तुलना और सत्यापन ने काफी कठिनाई उत्पन्न की और अगर यह अधिक है तो यह एक जगह पर उपलब्ध है इसलिए यह सब कैलिब्रेशन इसके विरुद्ध किया जाना है इसलिए इसे स्थानांतरित करना होगा और फिर आपको इसे कैलिब्रेट करना होगा और फिर इसे अन्य स्टैंडर्ड पर ले जाया जाएगा तो यह करने का सबसे आसान तरीका वेवलेंथ है वेवलेंथ स्टैंडर्ड इसलिए लंबाई यदि मैं वेवलेंथ के संदर्भ में व्यक्त कर सकता हूं तो यह बहुत आसान है और फिर यह किफायती है और कोई अतीत नहीं है कोई सामग्री निर्भर पैरामीटर नहीं है लंबाई की एक प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में एक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश की वेवलेंथ का उपयोग करके फिजिकल स्टैंडर्ड पर वर्किंग स्टैंडर्ड्स की निर्भरता को समाप्त किया जा सकता है तो यह है कि आज कैसे लेंथ स्टैंडर्ड हम हमेशा वेवलेंथ के संदर्भ में बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के अनुसार वैक्यूम में क्रिप्टन 86 परमाणु के लाल नारंगी विकिरण की वेवलेंथ में मीटर को 165076373 के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हम मटेरियल बेस्ड स्टैंडर्ड से बाहर आते हुए लाइट बेस्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे थे प्रकाश रिपीटेबल है प्रकाश रिलाएबल है स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए प्रकाश किफायती है तो आधुनिक मीटर 20 अक्टूबर 1983 को आयोजित वजन और माप के 17 वें सामान्य सम्मेलन में परिभाषित किया गया था इस मीटर के अनुसार एक सेकंड के के अंतराल के दौरान वैक्यूम में लंबाई के द्वारा यात्रा की जाने वाली पथ की लंबाई है तो यह परिभाषा है जिसे मीटर के लिए स्वीकार किया जाता है क्रिप्टन 86 परमाणु के लाल नारंगी विकिरण की तुलना में यह स्टैंडर्ड तकनीकी रूप से अधिक सटीक और व्यवहार्य है और आयोडीन स्टेबलाइजड हिलियम नियॉन लेजर गैसीय लेजर के उपयोग के माध्यम से व्यवहार में महसूस किया जा सकता है तो गैसीय लेजर का उपयोग करके आप एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हम वेवलेंथ को मापने की कोशिश कर सकते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड क्या हैं चार प्रकार के मानक हैं एक को प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है अगले को सेकेंडरी स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है तीसरे को टरनरी स्टैंडर्ड के रूप में और चौथे को वर्किंग स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है और मानक वायुमंडलीय परिस्थितियों में बनाए रखा जाता है ताकि वे अपने मूल्यों को न बदलें इसलिए आम तौर पर इस प्राइमरी स्टैंडर्ड को एक देश में एक स्थान पर रखा जाएगा उदाहरण के लिए जहां तक भारत का संबंध है एनपीएल अधिकांश मानकों को बनाए रखता है नेशनल फ़िज़िकल लैबोरेटरी और जो दिल्ली में स्थित है इसलिए यहां वे क्या करेंगे वे एक स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करेंगे लंबाई मापने के संदर्भ में एक स्टैंडर्ड इसका मतलब है यह कहना कि क्या उनके पास एक उपकरण होगा या एक बार या एक लेज़र लाइट हो सकती है जो कुछ भी होगा उनका एक स्टैंडर्ड होगा जिसे बहुत नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है और वे सभी यह सुनिश्चित करते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है अगले एक को सेकेंड्री स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से प्राप्त होते हैं और डिज़ाइन मटेरियल और लेंथ के संबंध में बहुत बारीकी से मिलते जुलते हैं इन बार में मौजूद किसी भी एरर को लंबे अंतराल के बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ तुलना करके दर्ज किया जाता है उन्हें प्रतिबंधित पर्यवेक्षण के तहत विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है और इनका उपयोग टरनरी स्टैंडर्ड के साथ तुलना के लिए किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि भारत में मानक नमूना दिल्ली में रखा गया है इसलिए प्रत्येक राज्य की कोशिश होगी कि राज्य की राजधानी में पूँजी हो या कोई अन्य स्थान हो एक सेकेंड्री स्टैंडर्ड हो सकता है इसलिए वे क्या करते हैं एक वर्ष में एक बार इन मानकों को कैलिब्रेट किया जाता है कैलिब्रेशन क्या है सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या मेरा साधन है और मानक उपकरण उचित काम कर रहे हैं मान लीजिए अगर कोई एरर है तो वे जल्दी से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एरर क्या है और सुधार किया गया है तो यह सेकेंड्री स्टैंडर्ड है तो आपके पास लंबाई के संबंध में इस चर्चा में एक 1 स्टैंडर्ड या मास्टरपीस होगा आपके पास दिल्ली में एक मास्टरपीस होगा और फिर आपके पास कई कैपिटल हेड्स पर इस मास्टरपीस की कई प्रतिकृतियां होंगी इसलिए वे तुलना करने की कोशिश करेंगे और फिर वे कैलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे यदि कोई एरर है तो वे सुधार करते हैं और फिर सेकेंड्री स्टैंडर्ड को सही करके राजधानी राज्य को भेज दिया जाता है यहां फिर से यह एक प्रतिबंधित पहुंच या प्रवेश है तीसरे को टरनरी कहा जाता है तो यह हर जिले की तरह हर चीज में हो सकता है ठीक है प्राइमरी और सेकेंड्री स्टैंडर्ड स्टैंडर्डस् के अंतिम नियंत्रण हैं इनका उपयोग केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए किया जाता है और वह भी दुर्लभ अंतराल पर ठीक है टरनरी सेकेंड्री से है प्राइमरी और सेकेंड्री वे दुर्लभ अंतराल पर सेट किए जाते हैं इस टरनरी को अक्सर सेकेंड्री के साथ जांचा जाता है और इसे कैलिब्रेट किया जाता है और अंतिम वर्किंग स्टैंडर्ड है जो प्रत्येक शॉप फ्लोर पर हो सकता है फिर से प्रत्येक शॉप फ्लोर या एक उद्योग में उन्हें अपने उद्योग में सब प्राइमरी के रूप में जाना जाएगा और फिर प्रत्येक उद्योग में कई शॉप फ्लोर हो सकते हैं तो वहां उनके पास सेकेंड्री और अंतिम होगा उनके पास जहां बेंच पर उपकरण जहां मशीनिंग ऑपरेशन होंगे इसे टरनरी स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है आपके पास यह हो सकता है लेकिन हर उद्योग को अपने काम के उत्पादन की जाँच करनी होगी जो आपके पास कुछ इस तरह से हो सकती है यह मूल रूप से एक पदानुक्रमित है जब अन्य तीन स्टैंडर्डस् के साथ तुलना की जाती है इन स्टैंडर्डस् को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री निम्न श्रेणी और लागत की होती है और वे मौलिक स्टैंडर्डस् से प्राप्त होते हैं और प्रत्येक स्तर पर बाद की तुलना के कारण इंस्ट्रुमेंटल एक्यूरेसी की हानि से पीड़ित होते हैं पदानुक्रमित परिवर्तन में इसलिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह प्राइमरी है प्राइमरी से यह सेकेंड्री में जाता है सेकेंड्री से यह टरनरी में जाता है यह टरनरी से यह वर्किंग स्टैंडर्ड पर जाता है तो यहाँ मूल रूप से यह एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होगा जो बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कमरे या नियंत्रित वातावरण में बनाए रखा जाएगा अगला उस सामग्री और वातावरण से थोड़ा नीचे अगला एक जो हम करते हैं वह सामान्य उपयोग होगा और अंतिम एक नियमित उपयोग होगा इसलिए यह डायल गेज के अधिक होगा यदि आप डायल गेज के पीछे की तरफ किसी भी डायल गेज को देखते हैं तो वे कहते हैं कि यह कब कैलिब्रेट किया गया था और फिर वे कब और फिर वे अगले कैलिब्रेशन भी कहेंगे प्रत्येक डायल गेज में प्रत्येक उपकरण में उनके पास हमेशा यह डेटा होगा इसलिए इस डेटा को देखने के बाद तुरंत डायल गेज या उपकरण या स्केल या गेज जो भी हो इसे वर्किंग स्टैंडर्ड्स के कमरे में तुरंत भेजा जाएगा वह चेक हो जाता है और फिर यह टेबल पर आता है तो ये स्टैंडर्ड के उप प्रभाग हैं अब हम लाइन और एंड मेजरमेंट्स लेते हैं ठीक है जब लंबाई को मापने के लिए दो उत्कीर्ण रेखा के बीच की दूरी का उपयोग किया जाता है तो इसे लाइन स्टैंडर्ड या लाइन मेजरमेंट्स कहा जाता है आपके पास एक पैमाना है तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ठीक है लंबाई को मापने के लिए दो उत्कीर्ण लाइनों के बीच की दूरी को लाइन मेजरमेंट्स के रूप में कहा जाता है जब दो सपाट सतहों के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है उदाहरण के लिए मेरे पास एक बॉक्स है मेरे पास एक और बॉक्स है इसलिए मैं इस सतह को मापता हूं तो यह एक बॉक्स 1 है यह बॉक्स 2 है और यह एक जॉ है जिसे आप मूविंग जॉ या फिक्सड जॉ जो भी कहते हैं इसलिए जब दो सपाट समानांतर सतहों के बीच की दूरी को लंबाई का माप माना जाता है तो इसे एंड स्टैंडर्ड् या एंड मेजरमेंट्स के रूप में जाना जाता है इसलिए धीरे धीरे हमने सभी मूल बातें पूरी कर ली हैं अब हम लिनियर मेजरमेंट में बढ़ रहे हैं एंड मेजरमेंट्स के अंतिम चरण को कम करने के लिए कठोर किया जाता है इसका मतलब है अंतिम चरण कहने के लिए जहां एंड स्टैंडर्ड के बहुत से संपर्क हैं वियर को कम करने के लिए कठोर किया जाता है और लैप किया जाता है और बहुत उच्च सटीकता का समानांतर बनाए रखा जाता है इसलिए क्योंकि यदि आप वर्नियर कैलिपर को कुछ इस तरह देखते हैं तो यह एक फिक्सड जॉ है यह एक मूविंग जॉ है ठीक है तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं यह सतह है तो इस सतह के दो बिंदु हैं एक इसे जितना संभव हो उतना सपाट होना चाहिए सही और फिर दूसरी चीज इसे एक कठोर मटेरियल होना चाहिए ताकि जब भी यह किसी भी मटेरियल के संपर्क में हो यह करे तो यह वेयर एंड टियर को कम कर देता है ठीक है क्योंकि अगर यह साथी वहां है तो यर एंड टियर है नहीं स्वाभाविक रूप से यह मुख्य पैमाने पर खिसक रहा है तो जो कुछ भी आपको मिलता है वह सटीक नहीं होगा इसलिए यहां हमने दो मेजरमेंट्स देखे हैं एक लाइन मेजरमेंट्स और एंड मेजरमेंट्स है यदि आप दो रेखाओं के बीच किसी वस्तु को रखने की कोशिश करते हैं और माप लेने की कोशिश करते हैं तो इसे लाइन मेजरमेंट्स कहा जाता है यदि आप दो छोरों को लेते हैं तो एंड मेजरमेंट्स कहा जाता है एक पैमाने का उपयोग करके किए गए माप त्वरित और आसान हैं और एक विस्तृत रेंज के लिए उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए आपके पास एक टेप है इस टेप से यदि आप किसी व्यक्ति की ऊंचाई या टेबल की ऊंचाई या किसी टेबल की चौड़ाई को मापना चाहते हैं तो हम उस पैमाने का उपयोग जल्दी से करते हैं इसे पकड़िए और फिर इसे मापिए हैं और फिर इससे बाहर आ जाइए भले ही स्केल को सही तरीके से उकेरा गया हो लेकिन इस एक्यूरेसी का पूरा लाभ उठाना संभव नहीं है उत्कीर्ण रेखाओं में स्वयं मोटाई होती है जिससे उच्च एक्यूरेसी के साथ माप करना मुश्किल हो जाता है तो यह सच है मान लीजिए जब आप एक पैमाना या मेजरिंग टेप लेने की कोशिश करते हैं तो इस मेजरिंग टेप में एक ज़ोन सैग होता है या मापने के प्रकार में यह छोटा मोड़ होता है इसलिए जो भी हम मापते हैं आप हमेशा कहेंगे प्लस या माइनस कुछ एरर होगी तो यह कहेंगे कि यह 163 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है या माइनस 2 सेंटीमीटर हो सकता है तो या हम कहते हैं कि प्लस या माइनस 2 मिलीमीटर इसलिए सही है तो यह वह है जिसे हम मेजरिंग स्केल लाइन कहते हैं हम लाइन मेजरमेंट करेंगे हमारे पास हमेशा एक एरर होगी पैमाने के अंकन वियर के अधीन नहीं हैं साइज़िंग के तहत जैसा कि अग्रणी छोर वियर के अधीन है पैमाने में एक अंतर्निहित डेटम नहीं होता है जो पैमाने के संरेखण और माप की धुरी को मुश्किल बनाता है इससे साइज़िंग कम होती है इसलिए यदि आप पास एक वस्तु है तो हम यह कहना चाह रहे हैं जब आप इस वस्तु के व्यास को मापने की कोशिश करते हैं तो ठीक है इसलिए यदि यह एक बेलनाकार है ठीक है अगर यह एक पतला है या यदि यह तिरछा घटक है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि माप की धुरी और उपकरणों की धुरी या तो समानांतर होनी चाहिए या एरर से बचने के लिए लंबवत होना चाहिए तो एंड मेजरमेंट तो ये लाइन हैं और ये माप की विशेषताएँ हैं वे बहुत ही सटीक टोलरेंस के लिए अत्यधिक सटीक और आदर्श हैं क्योंकि हम एंड से एंड तक एनकैप्सुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आप यह सुनिश्चित करेंगे कि संरेखण सब कुछ उचित है वे एक समय में केवल एक ही आयाम मापते हैं वे अधिक समय लेने वाले हैं ठीक है तो दर्जी हमेशा लाइन टेप का उपयोग करते हैं वह कभी भी एंड मेजरिंग फेस का उपयोग नहीं करते हैं एंड सतह वियर के अधीन हैं जिसे हमने पहले ही चर्चा की है वे बिल्ट इन डेटम हैं क्योंकि मापने का चरण सपाट और समानांतर है और डेटम सतह पर सकारात्मक रूप से स्थित हो सकता है स्लिप गेज का एक समूह एक आवश्यक आकार बनाने के लिए एक साथ चलाया जाता है दोषपूर्ण झुनझुनी गलत परिणामों की ओर ले जाती है स्लिप गेज जो हम नियत समय में देखेंगे तो इस समय स्लिप गेज क्या है मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है तो आपके पास फ्लैट प्लेटों के कई ब्लॉक हैं जो संलग्न हैं तो आप सुनिश्चित करें कि ये सभी फ्लैट प्लेट्स बिना किसी गैप के प्रत्येक एरर से जुड़ी हैं तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हम जो करते हैं वह रंग ऑपरेशन है इसलिए उनके बीच में अंतर नहीं है और वे सपाट सतह पर भी कोई इनएक्यूरेसी नहीं रखते हैं यह एंड टू एंड मेजरमेंट के लिए है आइए अब हम स्टैंडर्ड के श्रेणीबद्ध वर्गीकरणों की ओर बढ़ते हैं आपके पास एक नेशनल स्टैंडर्ड होगा तो आपके पास एक नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा आपके पास एक वर्किंग स्टैंडर्ड होगा जिसे हमने नेशनल स्टैंडर्ड देखा था इसलिए यदि आप प्राइमरी स्टैंडर्ड कहना चाहते हैं तो यह दुनिया के एक हिस्से में हो सकता है तो आपके पास एक सेकेंड्री हो सकता है जो एक महाद्वीप के लिए सामान्य है फिर तीसरा टरनरी एक देश के अनुसार सकता है फिर चौथा अपनी कंपनी के अनुसार हो सकता है तो यह पदानुक्रम है हमें देखना है कि यह कैसे जाता है और फिर आपको इसे संतुलित करना होगा तो यह नेशनल स्टैंडर्ड है फिर नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड आपके पास अगले हैं और फिर तीसरा एक वर्किंग स्टैंडर्ड है तो आपके पास काम करने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा तो नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड आपके पास प्रयोगशाला के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं फिर काम करने के मानक हैं फिर वर्किंग रेफरेंस स्टैंडर्ड एक निम्न ग्रेड पर हैं इसलिए आपके पास प्रत्येक स्टैंडर्ड पर आपके पास एक रेफरेंस भी होगा जो उस राष्ट्र के संबंध में है जो हमारे पास है तो वर्किंग स्टैंडर्ड आपके पास इंटर लैबोरेट्री स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं इस इंटर लैबोरेट्री स्टैंडर्ड की हम क्यों बात करते हैं उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद है जो 5 भागों से बना है भाग A B C D और E और यदि सभी कंपनियों के अपने कैलिब्रेशन और अपने स्वयं के स्टैंडर्ड हैं तो क्या होगा फिर उसी उत्पाद को अगली प्रयोगशाला में ले जाया जाता है वहाँ एक बेमेल होगा या एक संरेखण समस्या होगी इसलिए उससे बचने के लिए राष्ट्र में जो भी वर्किंग स्टैंडर्ड आप निर्धारित करते हैं वह सभी प्रयोगशालाओं के लिए भी निर्धारित किया जाएगा इंटर लैबोरेट्री स्टैंडर्ड आप इसे संदर्भित करेंगे और फिर हर कोई लगभग एक ही बनाए रखता है इसलिए अगला विषय लाइन से एंड स्टैंडर्ड तक स्थानांतरण के बारे में चर्चा करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया यदि आपके पास स्टैंडर्ड हैं तो यह यहाँ है इसमें बहुत एरर नहीं होगी लाइन स्टैंडर्ड में एरर की संभावना है इसलिए हम अधिक से अधिक लाइन स्टैंडर्ड को एंड स्टैंडर्ड में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एरर को कम कर सकते हैं एक लाइन स्टैंडर्ड में 1 मीटर से अधिक की बुनियादी लंबाई होती है लाइन स्टैंडर्ड में एक केंद्रीय लंबाई पट्टी होती है जिसमें बुनियादी लंबाई 850 मिलीमीटर होती है इसलिए जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि एक बार है ठीक है लाइन स्टैंडर्ड में 950 मिलीमीटर की केंद्रीय लंबाई की पट्टी होती है दोनों सिरों पर 50 सेंटीमीटर के दोनों एंड ब्लॉक होते हैं जो प्रत्येक केंद्र की पट्टी के दोनों ओर रंग होते हैं इसलिए यह दोनों तरफ एक सेंटर बार है जो वे कहने की कोशिश कर रहे हैं वे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दो ब्लॉकों के साथ रिंगग कर रहे हैं L b c L 1 m चार अलग अलग तरीके L b c L b d L a c L a d योग करने पर 2a 2b 2c 2d 2a b 2c d तो ये दो ब्लॉक हैं तो अब यह है इसलिए यह 950 सेंटीमीटर है तो यह एक सेंट्रल लैंथ बार है और यह 950 सेंटीमीटर है तो हम क्या करते हैं हम यह लेने की कोशिश करते हैं यह ब्लॉक a ब्लॉक b ब्लॉक c और ब्लॉक d है इसलिए प्रत्येक ब्लॉक को 50 मिलीमीटर के लिए एक साथ रखा गया है तो यह जुड़ कर ha 100 मिलीमीटर तक सही है तो अब चार अलग अलग तरीके हैं चार अलग अलग तरीके हैं जिसमें दो सेट ब्लॉक का उपयोग किया जा सकता है तो मुझे समीकरण 1 मिलीमीटर की कुल लंबाई के बराबर समीकरण लिखने दें 1 मीटर इस L 1 के बराबर L के बराबर होगा L 1 वह 950 प्लस b b c है तो ये यहां एक ब्लॉक लिया जाता है एक ब्लॉक b और c के लिए इसलिए अगर हमारे पास कन्वर्ट पक्षों के लिए दो ब्लॉक हैं तो हमारे पास चार अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं चार अलग अलग संभावनाएं क्या हैं और यह आपका L 1 है तो यहाँ L कुल लंबाई 1 मीटर है ठीक है तो कंबीनेशन के चार अलग अलग तरीके क्या हैं L को L 1 प्लस b प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है फिर L को L 1 प्लस b प्लस d के रूप में लिखा जा सकता है L को L 1 प्लस a प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है L को L 1 प्लस a प्लस d के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है यह चार अलग अलग तरीके हैं क्योंकि यह यह चार अलग अलग तरीके आप इसे कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ चार अलग अलग तरीके क्या हैं 2 ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो b c a c a फिर b c b d तो चार अलग अलग जगह हैं इसलिए जब आप उन्हें योग करने की कोशिश करते हैं तो जब आप इन सभी चीजों को समेटने की कोशिश करते हैं तो 4 L बराबर 4 गुना L 1 प्लस 2 गुना a प्लस 2 गुना b प्लस 2 गुना c प्लस 2 गुना d ठीक है इसे 4 गुना L 1 प्लस 2 गुना a प्लस b के रूप में लिखा जा सकता है और इसे 2 गुना c प्लस d लिखा जा सकता है ठीक है अब यदि आप चाहें तो आप इसे a b का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर सकते हैं आप इसे c d से बदल सकते हैं और फिर आप इसे अलग अलग रूपों में लिखना शुरू कर सकते हैं ठीक है इसलिए हम यही बताना चाहते हैं तो यहां यह लेंथ बार है और ये दोनों हम दो स्लिप गेज के साथ संलग्न कर रहे हैं हम इसे मूल रूप से रंग करते हैं जब आप स्लिप ब्लॉकों को संलग्न करने का प्रयास करते हैं हवा या पतली फिल्म या गैर संपर्क की संभावना हो सकती है तो हम क्या करते हैं हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ये दोनों सतह संपर्क में कस कर हैं तो कसकर संपर्क में हम पतली फिल्म को मारने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी है और फिर हम इसे रंग करने की कोशिश करते हैं या इसे रिंग कहते हैं और फिर ये दोनों ठीक से जुड़े होते हैं इसलिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं है तो हमने यहाँ क्या किया है हमने यहां किया है कि यह सेंटर बार हैहमको एक ब्लॉक a b लिया जाता है या हम c या d ले सकते हैं इसलिए हम विभिन्न संयोजनों को देते हुए इसमें शामिल हो सकते हैं और अंत में हम इसे संक्षेप में लिख सकते हैं और इसे इस रूप में लिख सकते हैं इसलिए यहां हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं हम फिर से उसी उदाहरण पर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो यह आपका L 1 है जो 950 मिलीमीटर के बराबर है यह आपका a है यह आपका b है यह आपका c है और यह आपका d है और यह 50 मिलीमीटर है और यह भी यही है आपका 50 मिलीमीटर और यह क्या है कि मूल लंबाई की आपकी 1 मिलीमीटर है ठीक है अब यह देखें कि क्या कोई छोटी सी एरर है यदि एक छोटी सी एरर है तो एक एरर कैसे हो सकती है तो जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ मैं बढ़ाता हूं मैं a ब्लॉक लेता हूं मैं b ब्लॉक लेता हूं तो यह a है b है जो 50 माना जाता है मैं c और d लेता हूं यह 50 माना जाता है और यह भी 50 माना जाता है इसलिए मैंने इसे एक सपाट प्लेट और एक सतह की प्लेट पर रखा मैंने इसे रखा और फिर मैंने इन दो ब्लॉक को रखा जो 50 माना जाता है लेकिन अगर आप बहुत स्थूल रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो मैं गलती और अन्य चीजों को ज़ूम करता हूं मैं यहाँ देखता हूं की एक छोटी राशि है मैं x कहूँगा 950 mm c d a b x 2a b 2c d 2a b 2a b x 2a b 2a b 2x 4a b 2x a b इसलिए यह x एरर की एक छोटी राशि है एरर या ऊंचाई में अंतर जब मैं इन दो ब्लॉकों को करता हूं सही है इसलिए जब मैं एक ऐसा दृश्य देखता हूं यदि मैं एक एरर लेता हूं और उसमें जुड़ जाता हूं तो तब आपके लिए 1000 मिलीमीटर की मूल लंबाई प्राप्त करना बहुत कठिन लगता है मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं और मैं कहता हूं वहाँ एक x घटक है जो वहाँ है तो अब मैं यह कैसे लिख सकता हूँ कि c प्लस d a प्लस b प्लस के बराबर है जो x का छोटा अंतर है ठीक है तो अब अगर आप इसे देखते हैं तो यह a प्लस b क्या है यह आपका L 1 है और यह आपका x है यह इससे पहले आपका x है तो अब इस 2 a प्लस b प्लस 2 c प्लस d है और फिर हम जो कहते हैं हमारे पास एक छोटा है तो अब यह अंतर ठीक है तो अब अगर मैं वापस जाता हूं और यहां उसी समीकरण को लेने की कोशिश करता हूं तो मैं यहां इस समीकरण को फिर से लिखता हूं इसलिए जब मैं इस समीकरण को फिर से लिखता हूं तो हम इसे 4 Lके बराबर 4 L 1 प्लस 2 गुना a प्लस b प्लस 2 गुना c प्लस d सही है तो अब मैं इस c प्लस d को इस a प्लस b से बदल देता हूं तो अब यह 4 गुना L 1 है 2 गुना a प्लस b प्लस 2 गुना मैं इसे a प्लस b प्लस x के रूप में लिखता हूं और फिर मैं इसे समाप्त करता हूं तो अब यदि आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो यह 4 गुना L 1 प्लस 2 a प्लस b प्लस 2 a प्लस b प्लस 2 x होगा यह x क्या है x छोटी एरर है जो हमारे पास थी तो अब अगर हम पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं तो यह 4 गुना L 1 प्लस 4 गुना a प्लस b प्लस 2 x होगा तो यह 4 L है अब जब आप दोनों पक्षों को L और अन्य चीजों से विभाजित करने का प्रयास करते हैं तो आपको L L 1 प्लस a प्लस b प्लस x के आधे हिस्से के बराबर मिलता है अब यदि मैं चाहता हूं कि यह एक आंकड़े में इसका प्रतिनिधित्व करे तो आप यहां जाकर इसे देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि a प्लस b मैंने लिया है L 1 मैंने लिया है और एक आधा x है जो एरर है या जो कुछ छोटा लापता डेटा है जो वहां होना है यदि सब कुछ सही है तो यह यहां L 1 a प्लस b प्लस आधा x आपको 1 मीटर देगा फिर मैंने c प्लस d लगाया यह आधा अतिरिक्त होगा तो क्या होगा आप देखेंगे कि जब मैं ब्लॉक c प्लस d डालता हूं तो आप देखेंगे एंड टू एंड गेज इसलिए यह a प्लस b प्लस x के अलावा और कुछ नहीं है तो यह एक बाहर प्रोजेक्टिंग होगा तो बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए जो मिल रहा है वह आधा x के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो अब आप समझ पा रहे हैं इसलिए हमने इस दो अभ्यासों में क्या किया था हम एक सेंटर लाइन लेने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम दोनों तरफ 25 25 के दो ब्लॉक लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमने इसे एक एंड स्टैंडर्ड बनाया हमने लाइन को एक एंड स्टैंडर्ड में बदल दिया और फिर यहां से हमने जो किया वह था हमने गणना की और हमने प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की कि एरर को भी ठीक से जान सकें ठीक है यह वही है जो a प्लस b आधा x कम है c प्लस d आधा x अधिक है ठीक है अब हम समस्या कथन को देखते हैं और हम दो समस्याओं के साथ काम करेंगे तो पहली समस्या एक कैलिब्रेटेड मीटर है और एक बार की वास्तविक लंबाई 10000006 मिलीमीटर है इसका उपयोग दो सलाख़ों के कैलिब्रेशन में किया जाना है और प्रत्येक की 500 मिलीमीटर की लंबाई है जब मीटर बार L a प्लस L b के साथ तुलना की जाती है तो हमें पता चला कि यह 00003 से कम है a की b के साथ तुलना में यह पाया गया कि बी की तुलना में a 00005 मिलीमीटर लंबा था a और b की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए इसलिए हम जो कहना चाह रहे हैं हम यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं तो यह अब दो ब्लॉकों में विभाजित है ठीक है यह आपका L होने जा रहा है ठीक है यह आपका a और b होने वाला है यह आपका a है यह आपका b है और फिर आप क्या कहते हैं कि हम इन दो लोगों के बीच क्या कहते हैं वहाँ एक a है वहाँ एक e 1 की एरर जो 00003 के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है तो यह है यह L A है और यह L B है ठीक है फिर हम आपको एक और डेटा भी देते हैं जो हम कहते हैं कि हम a और b a और b कहते हैं उनके पास भी एक एरर है या लेकिन यह एरर ऊंचाई में अंतर e 1 00005 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है ये मिलीमीटर में हैं ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें इन सभी आंकड़ों से लेना होगा जो हमारे पास है हम जानते हैं कि L माइनस e 1 माइनस e 1 L के A प्लस L के b के बराबर सही है हम जानते हैं कि L का A L के B प्लस e 2 के बराबर है तो अब हम L माइनस e 1 को 2 गुना L B प्लस 2 गुना L B प्लस e 2 के बराबर प्राप्त करते हैं यदि आप इसे अपने अन्य तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम इसे L B बराबर में L B 2 गुना लिख सकते हैं तो L B बराबर L e 1 माइनस e 2 पूर्ण बटे 2 L B के बराबर है ठीक है अब सब कुछ के मान को प्रतिस्थापित करते हुए इसलिए अब L B के मान को प्रतिस्थापित करते हुए L B को हम इसे L B के रूप में ले सकते हैं तो L b बराबर 10000006 माइनस 00003 की एरर माइनस 00005 है ठीक है तो पूरे को जो भी है वह 2 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या मिलता है L B के बराबर तो अब यह 10000006 माइनस 00003 और माइनस 00005 हो जाता है तो यह लगभग 8 है आपको माइनस करना होगा इसलिए जब मैं यहाँ से 8 घटाता हूँ तो यह 999 हो जाता है यह 9 हो गया 999 है और यह 3 और 4 3 और 4 और एक है एक और यहाँ तो यह 999 हो सकता है तो यह 8 16 है तो 16 8 है इसलिए यह 999999 हो सकता है और मुझे अभी चेक करना है इसलिए यदि यह एक और है और यह भी एक है तो यह 9998 सही 9998 2 से विभाजित करते है तो यह एल बी 4999999 मिलीमीटर के बराबर होगा - हम जानते हैं कि अब हम प्राप्त करते हैं - 500004 mm 4999999 00005 5000004 mm अब अगर मुझे यह पता है तो अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों है अब मुझे A की गणना करनी होगी तो a की गणना L A बराबर L B प्लस e होगी ठीक है तो यह 4999999 प्लस e e 0005 है 00005 जो कि मैं यहां उत्तर लिखने की कोशिश करुंगा यहां उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो जो कुछ भी नहीं है लेकिन 500000 यह 4 है ठीक है तो यह आपका L होगा यह आपका L A होगा तो यह आपका L B होगा और यह आपका L A होगा तो अब क्या आप यह पता लगाने में सक्षम हैं कि क्या कोई छोटी सी एरर है हम कैसे गणना करते हैं इसलिए हमें पहला कदम यह समझना चाहिए कि यह वह लंबाई है जिसे मैं चाहता हूं मेरे पास दो राउंड हैं मेरे पास दो स्लिप गेज या दो ब्लॉक हैं जो 500 500 होने की उम्मीद है जब मैं इसे शीर्ष पर रखता हूं और पता लगाता हूं कि कोई एरर है तो इन दो ब्लॉकों में भी एरर है तो अब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे सुलझाया जाए इसलिए हमने जो किया है हमने एक लाइन स्केल एक लाइन मेजरमेंट को एंड मेजरमेंट में बदल दिया है तो आइए हम एक और समस्या का प्रयास करें तो यह समस्या भी बहुत आसान है तो हम इसे देखते हैं तो वहाँ तीन 100 मिलीमीटर गेज को एक स्तर कंपैरेटर पर पहले एक साथ रिंग करके मापा जाता है और फिर 300 मिलीमीटर गेज के साथ तुलना करके और अंतर तुलना करके मापा जाता है तो 300 मिलीमीटर गेज वास्तव में 3000025 मिलीमीटर मापता है और तीन गेज का एक साथ 3000035 का एक संयोजन है तो गेज A B की तुलना में बहुत लंबा है लेकिन B इतने से C से छोटा है इसलिए सही लंबाई निर्धारित करें तो आप इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं हम L को लेने की कोशिश करते हैं जो कि लेंथ स्केल है तो यह L है और फिर इसके बगल में हमारे पास तीन गेज जुड़े हुए हैं तो अब मैंने यह भी निर्धारित किया है कि यह थोड़ा बड़ा है तो मैं लेने की कोशिश करुंगा मैं यहां लेने की कोशिश करुंगा इसलिए मैं एक ब्लॉक दो ब्लॉक और तीन ब्लॉक करुंगा सही है तो मैंने कहा है कि C B और A तो आप यहां देख सकते हैं यह एरर है जो e 1 के अलावा कुछ नहीं है और बदले में यह मेरा L C है यह मेरा L B है और यह मेरा L A ठीक है अब इसमें अगली चीज़ आपका आधार है अगली बात जो हमने कही है हमने कहा है कि आपके पास LA है फिर आपके पास L B है फिर हमारे पास L C है सही है तो हमने जो कहा था हमने A B और C कहा इसलिए A और B के बीच आपके पास e 2 की एरर होगी और A और एरर C के बीच हमारे पास e 3 के बराबर ई 3 की एरर है सही है तो हमारे पास e 1 है हमारे पास e 2 है हमारे पास e 3 जुर्माना है तो अब हम समस्या को हल करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं इसलिए हम लंबाई L A L B लेते हैं A B C ब्लॉक के लिए L C दिया गया है जब मुझे लंबाई दी जाती है और इसे LA कहा जाता है L बराबर L A प्लस L B प्लस L C माइनस e 1 आपका L होगा और फिर मैंने जो कहा है मैंने कहा L A बराबर L B प्लस e 2 फिर मैंने L C बराबर L A प्लस e 3 और फिर L C बराबर L B प्लस e 2 प्लस e 3 ठीक है अब हम क्या करते हैं इस प्रकार जब आप सभी को प्रति स्थापित करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार जब आप प्रत्येक को प्रति स्थापित करते हैं और फिर उन सभी चीजों को करते हैं तो हमें L के बराबर L b प्लस e 2 प्लस L b प्लस L b प्लस e 2 प्लस e 3 माइनस e 1 मिलता है तो इसे आगे 3 L B प्लस 2 e 2 प्लस 2 e 3 माइनस ई 1 के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है या यह L B के बराबर हो सकता है L माइनस 2 e2 माइनस e 3 प्लस e 1 पूरे 3 से विभाजित ठीक है तो अब आपको क्या करना है आपको इस चीज़ों में e 2 e 3 के सभी मूल्यों को प्रति स्थापित करना शुरू करना होगा तो आपका e2 क्या है e 2 कुछ भी नहीं है लेकिन a b से 0002 लंबा है तो यह आपका e 2 है तो आपका e 2 0002 है आपका e3 क्या है e 3 e 1 से कुछ लंबा है सही है तो यह कितना लंबा था यह 0001 था यह 0001 है और आपका e 1 क्या है समस्या में e 1 300 गेज वास्तव में 000325 को मापता है तो यह e 1 होने जा रहा है

फिर स्थानापन्न करें तो अब यदि आप सभी मूल्यों को प्रति स्थापित करते हैं तो आपको अपना अंतिम उत्तर मिलेगा तो आपका e 1 होने जा रहा है e 1 होने जा रहा है e 3 दिया गया है है e 2 दिया गया है और e 1 भी योग के रूप में दिया गया है जिस राशि से आप इसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और फिर अंत में आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या है आपका L A आपका L B क्या है और आपका L C क्या है जो कि केवल प्रतिस्थापन करके आप इसे ढूंढना शुरू कर सकते हैं और फिर आप उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं आप इसे हल करने की कोशिश करते हैं आप इस उत्तर को समाधान मैनुअल या चर्चा मंच में पोस्ट करेंगे हम इसे डालने की कोशिश करेंगे ठीक है तो सवाल से आप e 1 के लिए मान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और फिर आप इसे यहां स्थानापन्न कर सकते हैं फिर जो आपको अंतिम उत्तर मिलेगा वह है L A L B L C होगा ठीक है कृपया इसे हल करने का प्रयास करें और हम समाधानों में L A L B L C के उत्तर पोस्ट करेंगे इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हमने जो कुछ भी देखा है उसे पुन उपयोग करने के लिए हमने पहले देखा कि SI आधारित इकाइयाँ क्या हैं फिर मीटर क्या है मीटर किलोग्राम के लिए परिभाषा दूसरा एम्पीयर केल्विन या मोल के लिए फिर हमने मटेरियल स्टैंडर्ड दो अलग अलग मैटेरियल स्टैंडर्ड को देखा फिर हमने यार्ड स्टैंडर्ड को देखा फिर हमने वेवलेंथ को देखा जो कि अधिक सामान्य है और फिर हमने देखा कि हम कैसे लाइन और एंड स्टैंडर्ड में अंतर करते हैं और फिर हमने स्टैंडर्ड के श्रेणीबद्ध वर्गीकरण को भी देखा अब मेरे पास एक सवाल है तो घर ले जाओ छात्रों के लिए एक सवाल होगा ठीक है तो अब हम 1 मीटर लंबा लेने की कोशिश करते हैं यह 1 मीटर लंबा टेप है ठीक है 1 मीटर लंबा टेप फिर हमें 115 सेंटीमीटर स्केल लेने की कोशिश करते हैं और फिर हम एक और एक और पैमाना लेने की कोशिश करेंगे जो 30 सेंटीमीटर है एक फुट आधा फुट 2 स्केल सही और फिर हम एक और 30 सेंटीमीटर को भी लेने की कोशिश भी करेंगे तो यह 60 75 है और फिर हमारे पास 30 सेंटीमीटर का एक और पैमाना होगा ठीक है इसलिए यह 30 प्लस 30 प्लस 30 90 105 है तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्केल है और हमारे पास 30 30 30 स्केल हैं ये स्केल हैं जो ब्लॉक हैं ठीक है तो अब मैं इसे योग करता हूं और फिर मैं इस 1 मीटर को मापने की कोशिश करता हूं बेशक 5 सेंटीमीटर की एरर होगी 5 सेंटीमीटर की एरर होगी समझने की कोशिश करें तो अब इस पैमाने के साथ आप पैमाने को जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस एक मीटर लंबे टेप को मापने की कोशिश करते हैं और अब जो मैं आपसे अनुरोध करुंगा वह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्केल का एक और सेट लें और फिर केवल 15 के साथ सभी करने की कोशिश करें इतने 15s तो यह 6 गुना 90 और फिर 7 गुना 105 होगा तो यह 15 सेंटीमीटर स्केल होगा 7 गुना जो कि 105 सेंटीमीटर के बराबर है यह 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 था यह 105 था सही तो अब आपके पास 1 मीटर लंबा टेप या स्केल है या जो कुछ भी आपके पास है वह एक है और अब आपके पास क्या है आपके पास छोटे स्केल के टुकड़े हैं आप इसे जोड़ते हैं यह 105 पर आ गया है आपके पास एक और चर था आपके पास 30 नहीं था लेकिन आपके पास बहुत सारे 15 हैं और योग भी 105 था अब मैं चाहता हूं कि आप इस संयोजन का उपयोग करके इस 1 मीटर को मापने की कोशिश करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या इस 105 और इस 105 के बीच कोई एरर हुई है यदि कोई एरर है तो विकल्प A और विकल्प B के बीच एरर प्रतिशत का पता लगाने का प्रयास करें मान लें कि यदि कोई एरर है तो पता करें कि एरर प्रतिशत 100 प्रतिशत होना चाहिए तो आपको करना होगा अगर A माइनस B और B माइनस A मुझे नहीं पता तो यह मानते हुए कि A माइनस B पता करें कि कुल योग क्या है कुल योग क्या है और फिर यह पता लगाने की कोशिश करें इसलिए जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि हम जानते हैं कि 1 मीटर लंबा पैमाना है और अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो छोटे पैमाने का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं क्या मुझे इसे समान मूल्य या इन दो विकल्पों के बीच में क्या कोई एरर है दोनों अलग अलग पैमानों का मेल होने जा रहे हैं कृपया इस प्रयोग को अपने लिए करने का प्रयास करें फिर आप जो कुछ भी सीख चुके हैं उसकी सराहना करना शुरू कर देंगे और अध्याय में जो भी हमने सीखा है हम माइक्रोन एक्यूरेसी पर बात कर रहे हैं यहां हम सेंटीमीटर सटीकता एक्यूरेसी पर बात कर रहे हैं ठीक है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले व्याख्यान में चर्चा लिमिटस् फिटस् और टोलरेंस की होगी धन्यवाद